हमारी चर्चा के लिए अगले व्याख्यान में आपका स्वागत है रैपिड मैन्युफैक्चरिंग के इस कोर्स में अब हम मॉड्युलैरिटी के लिए डिज़ाइन पर ध्यान देने जा रहे हैं जैसा कि साफ़ तौर पर मॉड्युलैरिटी कहती हैं कि डिज़ाइन को मॉडुलर तौर पर सोचा जाना हैं या डिज़ाइन या पार्ट्स को हमेशा मॉड्यूल्स में बनाना चाहिए तो क्या है कि ये कुछ कुछ एक लाइब्रेरी फंक्शन जिसे हमने पहले परिभाषीत किया था और ये लाइब्रेरी फंक्शन तैयार हैं इसलिए जब भी आप लाइब्रेरी फ़ंक्शन से सामग्री चुनना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा संशोधन करे और फिर अंतिम उत्पाद के लिए इसका उपयोग करना शुरू करें आइए हम मॉड्यूलर किचन का एक उदाहरण लेते हैं तो मॉड्यूलर किचन में वे क्या करते हैं कि इसे बहुत सारे छोटे छोटे कम्पार्टमेंट्स में बनाते हैं और प्रत्येक कम्पार्टमेंट में एक निश्चित स्थान और एक निश्चित आयाम होता है तो फिर आप क्या करते हैं आप आयामों को ज्यादा या कम करते हैं लेकिन पूरी किचन को कम्पार्टमेंट्स में बाँट देते हैं यदि एक कम्पार्टमेंट खराब हो जाता है तो आप उसे बदल सकते हैं अब आप 2D ओरिएंटेड से 3D ओरिएंटेड तक किचन में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो इस मॉड्यूलर किचन में आप अधिक आइटम समायोजित कर सकते हैं और वो भी एक व्यवस्थित तरीके से इसलिए घरेलू स्तर में मॉड्युलैरिटी का यह एक बहुत ही सरल उदाहरण है वास्तविकता में भी इसी अवधारणा का पालन किया जा सकता है आइए हम एक कार में बैटरी का उदाहरण लेते हैं तो कई कारें हैं कई अलग अलग निर्माता हैं तो बैटरी को स्वतंत्र इकाई के रूप में बनाया जाता है जब भी यह ख़राब होती है तो आप इसे किसी अन्य ब्रांड के साथ बदल सकते हैं तो पूरी कार की बिजली आपूर्ति बैटरी पर निर्भर करती है यह बैटरी पूरी तरह से मॉड्यूलर बनायीं जाती है उसी तरह से बैटरी जो आप घड़ियों में उपयोग करते हैं जो आप घड़ी में क्या देखते हैं वे एक मॉड्यूलर अवधारणा का पालन करते हैं चूंकि यह मॉड्यूलर है इसलिए यह स्टैंडर्डाइज़्ड है और लागत बहुत किफायती है इसलिए जहां तक डिज़ाइनिंग का सवाल है तो मॉड्यूलरिटी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तो क्या मैं इसके बारे में सर्वप्रथम सोच सकता हूं नहीं आप सर्वप्रथम इसके बारे में नहीं सोच सकते हैं यह तब हैं जब आप उत्पाद को विकसित करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उत्पाद के कुछ भागों के लिए हम स्टैण्डर्ड भागों का उपयोग करना शुरू कर सकते हैं कुछ चीजें ऐसी हम उपयोग करना शुरू कर सकते हैं जो कस्टमाइज्ड है तो यह मॉड्युलैरिटी की ओर अधिक विशिष्ट है इसलिए इस व्याख्यान में हम ये सब कवर करने वाले हैं सबसे पहले एक छोटा सा परिचय उसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिजाइन देखेंगे इसलिए हम वहां डिज़ाइन की समीक्षा देखेंगे फिर हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिजाइन दिशा निर्देशों देखेंगे फिर हम असेंबली के लिए डिज़ाइन देखेंगे फिर असेंबली के विभिन्न तरीकों के लिए दिशा निर्देश तैयार करें फिर हम असेंबली के लिए डिजाइन का मूल्यांकन करने के तरीके देखेंगे फिर हम मॉड्युलैरिटी के लिए डिज़ाइन फ़ीचर बेस्ड डिज़ाइन और डिज़ाइन फ़्रीडम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो ये ऐसी चीजें हैं जो हम इस व्याख्यान में कवर करेंगे मॉड्यूलर डिज़ाइन एक ऐसे दृष्टिकोण के साथ बनाया गया है जो सिस्टम को छोटे भागों में विभाजित करता है जिसे मॉड्यूल या स्किड्स कहा जाता है यह स्वतंत्र रूप से बनाया जा सकता है और फिर विभिन्न प्रणालियों में उपयोग किया जाता है यदि आप थोड़ा पीछे जाये और बैटरी के उदाहरण को देखे जो मैंने दिया है ये वही है तो मॉड्यूलर डिज़ाइन एक ऐसे दृष्टिकोण के साथ बनाया गया है जो सिस्टम को छोटे भागों में विभाजित करता है तो आप एक उत्पाद लेते हैं तो आप उत्पाद को उप उत्पादों या सब असेंबली में विभाजित करते हैं तो यह सब असेंबली 1 सब असेंबली 2 सब असेंबली 3 है तो ये सब असेंबलीज़ है तो अब छोटे मॉड्यूल जो स्वतंत्र रूप से बनाए जा सकते हैं आप इसे खरीदे गए आइटम के रूप में बना सकते हैं या आप अपने कारखाने के अंदर निर्माण कर सकते हैं यह स्वतंत्र रूप से किया जाता है और यह उस सिस्टम से जुड़ा होता है जिसके लिए यह आशा के अनुरूप काम करने में मदद करता है और फिर विभिन्न सिस्टम्स में उपयोग किया जाता है एक मॉड्यूलर सिस्टम को कार्यात्मक रूप से असतत स्केलेबल री युजेबल मॉड्यूल में विभाजित किया जा सकता है यह असतत स्केलेबल हो सकता है और यह री युजेबल मॉड्यूल में हो सकता है तो अच्छी तरह से परिभाषित मॉड्यूलर इंटरफ़ेस का अत्यधिक उपयोग हो सकता है इंटरफ़ेस के लिए औद्योगिक मानकों का उपयोग हो सकता है मैं आपके साथ एक साधारण उदाहरण साझा करना चाहता हूं यह संबंधित मानकों के संबंध में है यदि आप इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के बारे में देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की कीमत में गिरावट जारी है जबकि यांत्रिक भाग ऐसे उत्पाद हैं अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि कीमत हमेशा बढ़ती रहेगी क्योंकि समय अवधि अधिक होती है उदाहरण के लिए कार वे कहते थे कि शुरू में यह 2 लाख 3 लाख 5 लाख से शुरू हुई थी आज यह 10 लाख की हो गयी है तो अब यह 25 लाख 1 करोड़ की हो गयी है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जैसे कम्प्यूटर्स जब वे बाजार में आए तो ये कहते थे कि यह 1 लाख की थी और बाद में कंप्यूटर की कीमत 40000 तक गिर जाती है और फिर आगे और आगे गिरती जा रही है ऐसा केवल इलेक्ट्रॉनिक में ही क्यों हो रहा है मैकेनिकल में क्यों नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ने एक मानक स्थापित किया है जिसका पालन किया जाता हैं इसलिए यदि आप एक कंप्यूटर की बात करे तो कंप्यूटर को कई मॉड्यूल में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक मॉड्यूल में एक स्पेसिफिकेशन होता है और प्रत्येक मॉड्यूल एक मानक होता है जिससे इसको दूसरे भाग के साथ जोड़ा जा सके ताकि यह कार्य कर सके इसलिए शुरुआत में इस मानक को स्वतंत्र रखते है और बहुत सारी कंपनियां अपने उत्पादों को इन मानक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की कोशिश करती हैं तो यह बहुत ही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की ओर जाता है इससे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के मूल्य में कमी आती है यह सब उस मॉड्यूलरिटी कॉन्सेप्ट की वजह से हो सकता है जिसका हम पालन करते हैं मॉड्यूलर प्रणाली को कार्यात्मक विभाजन द्वारा विशेषता दी जा सकती है तो आप इसे फंक्शन के आधार पर विभाजित करते हैं न कि आकार और माप के आधार पर उदाहरण के लिए बैटरी यह पूरे सिस्टम को इलेक्ट्रिक सपोर्ट प्रदान करती है तो असतत स्केलेबल री युजेबल मॉड्यूल इंटरफेस के लिए औद्योगिक मानक का उपयोग कर अच्छी तरह से परिभाषित मॉड्यूलर इंटरफ़ेस का अत्यधिक उपयोग करें मॉड्युलरिटी के लिए डिज़ाइन कई मायनों में फ़ायदेमंद हो सकता है लागत में कमी यही कारण है कि मैंने आपको कम अनुकूलन के कारण इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का एक उदाहरण दिया कृपया समझें कि जब आप मानक पार्ट्स का उत्पादन शुरू करते हैं तो आप इसे कम लागत पर प्राप्त करते हैं लेकिन अनुकूलन बहुत बड़ा त्याग है जिसे आपको करना है ठीक है इसलिए कम अनुकूलन और कम सीखने के समय के कारण लागत में कमी आई है डिज़ाइन में लचीलापन फिर ऑगमेंटशन नया समाधान जोड़ना वो भी केवल एक नए मॉड्यूल में प्लग करके और इसी तरह फिर जोड़ना उदाहरण के लिए यदि आप अपने स्मार्ट फोन को ले जिसमें आप ऐप्स जोड़ने का प्रयास करते हैं तो प्रत्येक ऐप एक विशेष कार्य करता है इसलिए आप इसे मॉड्यूलर कह सकते हैं इसलिए ऑगमेंटशन नए मॉड्यूल में प्लगिंग करके नए समाधान जोड़ता हैं यह लगभग स्मार्टफोन उदाहरण के जैसा ही हैं लेकिन सॉफ्टवेयर में यह बहुत चर्चा में है हार्डवेयर में यह थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा की खपत और अन्य चीजें होती हैं इसलिए ऑगमेंटशन नए मॉड्यूल में प्लगिंग करके नए समाधान जोड़ता हैं और इसके अलावा भी इसके और कई लाभ हैं जो मॉड्युलरिटी के लिए डिज़ाइन का अनुसरण करने से होते हैं उदाहरण के लिए आज आप मॉड्यूलर फर्नीचर देखते हैं इसलिए यदि यह फर्नीचर टूट गया है तो आप केवल एक को बदल सकते हैं यदि आप देखते हैं कि आपका फर्श कई टाइलों में विभाजित है यदि एक टाइल टूटी हुई है तो आपको केवल उस टूटी हुई टाइल को बदलना होगा न कि पुरे फर्श को तो उसी तरह से अगर एक कुर्सी खराब हो जाए तो आप सिर्फ उस कुर्सी को बदल सकते हैं और बाकी को बदलने की जरूरत नहीं हैं तो यह ऐसा ही है और इन सभी चीजों को एक उचित इंटरफ़ेस पर एक साथ जोड़ा जाता है इसलिए वे स्वतंत्र नहीं होते हैं तो आप यहां देख सकते हैं कि एक व्यक्ति टेबल बना रहा है और टेबल को कई मॉड्यूल में विभाजित किया गया है इसलिए आवश्यकता के अनुरूप वह संलग्न या अलग करता है जिससे निर्धारित आवश्यकता हेतु टेबल को बनाया जा सके तो यह मॉड्युलरिटी के लिए एक आदर्श उदाहरण है फर्नीचर डिज़ाइन में लोग मॉड्यूलरिटी का पालन करते हैं इसलिए जहां तक मॉड्युलरिटी का संबंध है दो प्रकार की मॉड्युलरिटी है एक को बॉटम अप मॉड्युलरिटी कहते हैं और दूसरे को टॉप डाउन मॉड्युलरिटी कहा जाता है जब हम टॉप डाउन मॉड्युलैरिटी के बारे में बात करते हैं तो यह मानक असेंबली है इसके अनुसार हम वहां से नीचे के चरण पर जाते है इसलिए अगर यह बॉटम अप मॉड्युलरिटी हैं तो इसमें पहले पसंदीदा पार्ट्स को चुना जाता है और इन पार्ट्स को एक साथ रखा जाता है और एक मॉड्यूल बनाना शुरू करते हैं तो आप बॉटम अप मॉड्युलरिटी या टॉप डाउन मॉड्युलैरिटी में से चुन सकते हैं टॉप डाउन मॉड्युलैरिटी में सब असेंबली को चुना जाता है और फिर उत्पाद बनाया जाता है पार्ट्स को चुना जाता है और वहां से आप अस्सेम्ब्लीज़ की ओर जाते हैं मॉड्युलैरिटी के लिए डिज़ाइन पर चर्चा करने से पहले मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिज़ाइन और असेंबली के लिए डिज़ाइन की अवधारणा को समझना होगा इसलिए इस मॉड्यूल को हम इन तीन व्याख्यानों में विभाजित करते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिज़ाइन असेंबली के लिए डिज़ाइन और अंत में मॉड्यूलरिटी के लिए डिज़ाइन है अगर मैं मॉड्यूलरिटी के बारे में बात करूँ तो यह आंतरिक है इसके मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली के उपसमुच्चय होने चाहिए तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिज़ाइन की एक परिभाषा यह है कि यह पार्ट्स के एक वर्गीकरण को आसानी से बनाने के लिए एक डिज़ाइन तकनीक है जो असेंबली के बाद अंतिम उत्पाद को बनायेगी यह असेंबली के बाद अंतिम उत्पाद का गठन करेगी मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिज़ाइन जटिलता को कम करने पर केंद्रित है जिसमे मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन के साथ साथ समग्र उत्पादन लागत को कम करना भी शामिल है मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिज़ाइन जटिलता को कम करने की ओर अधिक केंद्रित है यदि जटिलता बहुत अधिक है तो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन भी बहुत अधिक होंगे और समग्र पार्ट लागत भी ज्यादा आयेगी तो ये दोनों मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिज़ाइन के मुख्य उद्देश्य हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिज़ाइन भी लगातार उत्पादों को डिज़ाइन करने की प्रक्रिया है सभी मैन्युफैक्चरिंग कार्यों जैसे कि निर्माण असेंबली जांच खरीद परिवहन वितरण सर्विस और रिपेयर का अनुकूलन करें मेन्युफक्चरबिलिटी के लिए डिज़ाइन सभी मैन्युफैक्चरिंग कार्यों का अनुकूलन करने जा रहा है ये सभी मैन्युफैक्चरिंग कार्य हैं फिर आगे आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप बेहतर कीमत गुणवत्ता नियामक अनुपालन सुरक्षा बाज़ार के अनुरूप और उपभोक्ता संतुष्टि दे रहे हैं जो पहले बताये गए हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के कार्य थे अब ये बेहतर कीमत गुणवत्ता नियामक अनुपालन सुरक्षा बाज़ार के अनुरूप और उपभोक्ता संतुष्टि को सुनिश्चित करते हैं इसलिए जब हम डिज़ाइन की समीक्षा के बारे में बात करते हैं तो डिज़ाइन समीक्षा का उद्देश्य व्यवस्थित और संपूर्ण उत्पाद प्रक्रिया विश्लेषण प्रदान करना है उस विश्लेषण का औपचारिक रिकॉर्ड उत्पाद के लिए डिज़ाइन टीम के लिए विश्लेषण प्रतिक्रिया का एक औपचारिक रिकॉर्ड है और इससे डिज़ाइन की समीक्षा कर प्रक्रिया में सुधार भी दिया जाता है तो यह व्यवस्थित है और पूरी तरह से उत्पाद प्रक्रिया विश्लेषण डिज़ाइन समीक्षा द्वारा किया जाता है डिज़ाइन समीक्षा प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन के साथ कुछ समस्याएं सामान्य रूप से जुड़ी हैं जैसे कि डिज़ाइन समीक्षक टीम के मध्य कौशल और ज्ञान का असमान रूप से मिलान हो सकता है कि कुछ विशेषज्ञ हैं जो निचले स्तर पर हैं और कुछ लोग उससे भी निचले स्तर पर हो सकते हैं इसलिए टीम अपने आप में ही काफी जटिल है तो यह एक दूसरे के लिए एक मानार्थ नहीं है यह केवल एक पूरक है इसलिए उसके पास एक ही ज्ञान है जिसका ज्यादा पूरक होना आवश्यक नहीं है यह सिर्फ एक अलग स्तर पर है उत्पाद डेवलपर और संबंधित विभागों के बीच संचार की कमी के कारण ही हम हम कंकरेंट इंजीनियरिंग की अवधारणा पर आ रहे हैं और जब हम विभिन्न विभागों के बीच संचार के सामान्य मंच के रूप में एक डिजिटल मीडिया के उपयोग कि बात करते हैं तो विभिन्न विभाग के साथ डिजिटल मंच इसलिए इससे आप उनके बीच संचार की कमी से बच सकते हैं डिजाइन समीक्षा आधारित परिवर्तन करने का कोई समय नहीं है इसलिए यह एक समस्या है डिजाइन की समीक्षा के अनुभव की कमी देखें समीक्षा कुछ भी नहीं है ये बस डिज़ाइन की समीक्षा और इसका सत्यापन करती है कि ग्राहक क्या चाहते हैं आप क्या उत्पादन कर रहे हैं और क्या ग्राहक संतुष्टि होंगे इसलिए डिजाइन की समीक्षा बहुत ही आधारभूत अर्थों में से है लेकिन आप इसे कैसे करते हैं इसे व्यवस्थित रूप से करते हैं और पूरी तरह से करते हैं डिजाइन समीक्षक के अनुभव की कमी प्रत्येक विभाग डिज़ाइन समीक्षा को एक अलग चरण मानता है और प्रारंभिक डिज़ाइन प्रक्रिया में शामिल नहीं करता है अगर हम कंकरेंट इंजीनियरिंग के बारे में बात करें इससे यह समस्या हल हो जाती है और इसे हटा दिया जाता है जब हम योजनाबद्ध डायग्राम की डिजाइन समीक्षा के बारे में बात करते हैं ठीक हैं एक समस्या को परिभाषित करें फिर इसका डिज़ाइन परीक्षण अंत में हमारे पास यह निर्माण है तो हमारे पास आउटपुट होगा हमारे पास समीक्षा परिवर्तन योजना और ये तैयार है ठीक हैं इसके बाद यह इनपुट पर आता है और यह तैयार है है तो यह प्ररूपी डिजाइन समीक्षा बातचीत और चक्र है ठीक है यह डिज़ाइन इंटरेक्शन साइकिल है जिसके चार चरण हैं परिभाषा डिजाइन निर्माण परीक्षण यह लगातार चलता रहता है परिभाषित आउटपुट की समीक्षा में बदलाव होता है यदि सभी समीक्षा हो चुकी हो तो यह हस्ताक्षर कर देता है कि डिजाइन अंतिम है या नहीं है तो जब डिजाइन की बात आती है तो यह चक्र चलता रहता है इसलिए यह एक निरंतर चक्र है और डिजाइन प्रक्रिया हमेशा कहती है कि इसमें सुधार की गुंजाइश है डिजाइन की समीक्षा में हमारे पास नरम और कठोर दोनों प्रकार कि समीक्षाएँ होती हैं नरम कठोर समीक्षा एक उत्पाद को वास्तविक स्थिति में सुरक्षा के लिए डिजाइन करने की आवश्यकता को संबोधित करते हैं तो यह SH समीक्षा है नरम समीक्षा उत्पादों के सामान्य टूट फूट से परे दुरूपयोग का ध्यान रखती हैं मान लीजिए कि इस कलम को कुछ समय हो गया हैं तो इसका प्लास्टिक ख़राब होना शुरू हो जाता है और अगर यह टूट जाता है तो इस पर तेज किनारे हो सकती है अगर कोई इसे टूट फूट के बाद इस्तेमाल करता है तो उसे चोट लग सकती है तो नरम समीक्षा उत्पादों के सामान्य टूट फूट से परे दुरूपयोग का ध्यान रखती हैं फैलियर मोड प्रभावी विश्लेषण जिसे अन्यथा डिज़ाइन समीक्षा के लिए जाना जाता है एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है इसका मुख्य कार्य किसी प्रणाली के पार्ट्स का वर्णन करना है और प्रत्येक पार्ट के विफल होने पर होने वाले परिणामों को सूचीबद्ध करना है इस प्रकार फैलियर मोड प्रभावी विश्लेषण किया जाता है उदाहरण के लिए यदि आपके पास कार में टायर है और मान लें कि टायर विफल हो जाता है तो यह उत्पाद के साथ साथ यात्री के लिए भी कितना प्रभाव पैदा करने वाला है तो यह शुरुआत में ही किया जाता है इसका मुख्य कार्य किसी प्रणाली के पार्ट्स का वर्णन करना हैं और प्रत्येक पार्ट के विफल होने पर होने वाले परिणामों को सूचीबद्ध करना है अधिकांश औपचारिक प्रणालियों में इस मानदंड और संबंधित जोखिम इन्डेक्सेस परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है गंभीरता को S लेते है घटना की संभावना को O लेते है घटना की संभावना को P लेते है दोष पर नियंत्रण की अक्षमता को D लेतेहै तो अब आप वैटेजेस को जानते हैं आप वैटेजेस गुना करते हैं और फिर आप समग्र प्रदर्शन में प्रत्येक विफलता या प्रत्येक भाग का प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इसका उद्देश्य एक प्रक्रिया या उत्पाद में उन चर को निर्धारित करना है जो महत्वपूर्ण पैरामीटर और उनके अपेक्षित मान बनाते हैं उदाहरण के लिए आपके पास X पैरामीटर Y पैरामीटर Z पैरामीटर है आउटपुट प्राप्त करने के लिए आउटपुट डेल्टा है आप आउटपुट प्राप्त करना चाहते हैं तो अब पैरामीटर X इस विंडो Y इस विंडो Z इस विंडो का उपयोग एक अच्छा उत्पाद बनाने के लिए किया जा सकता है जिससे कि आपको यह डेल मिलता है साथ ही जब हमारे पास तीन पैरामीटर हैं तो आप जानना चाहेंगे कि कौन सा पैरामीटर एक अच्छा आउटपुट प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ठीक है यहाँ उद्देश्य हैं कि एक प्रक्रिया या उत्पाद में उन चर को निर्धारित करना है जो महत्वपूर्ण पैरामीटर और उनके अपेक्षित मान है औपचारिक एक्सपेरिमेंटल तकनीकों का उपयोग करके एक समय में कई चर के प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है तो हम प्रयोग कर सकते हैं और हम व्यक्तिगत चीजों के प्रभाव का अध्ययन कर सकते हैं इसे स्थापित करने के छः बुनियादी चरण हैं उद्देश्य चर की पहचान प्रयोग की डिजाइन प्रयोग का निष्पादन प्रयोग का विश्लेषण और विश्लेषण की व्याख्या और संवाद इस उद्देश्य को स्थापित करें कि आप यह प्रयोग क्यों कर रहे हैं चर की पहचान करें X Y Z वे चर हैं जो पहचाने गए हैं प्रयोग की डिजाइन तो की ही जानी हैं क्योंकि इस X में यह 0 है यह 100 है इसी तरह यदि आपके पास 3 चर हैं यदि आप इन सभी के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो बहुत समय लगने वाला है इसलिए हम ऐसा करते हैं हम एक विंडो को स्थापित करने की कोशिश करते हैं और उस विंडो के भीतर हम प्रयोगों को करने की कोशिश करते हैं फिर हम प्रयोगों की डिज़ाइन का पालन करते हैं और थोड़ा प्रयोग करते हैं प्रक्रिया के बारे में बात करने के लिए उन प्रयोगों को निष्पादित करते हैं जो परिणाम का विश्लेषण करते है व्यक्तिगत पैरामीटर क्या है व्यक्तिगत प्रभाव क्या है संयुक्त प्रभाव क्या है व्यक्तिगत प्रभाव क्या है एक संयुक्त प्रभाव क्या है कई बार आप इसे अपने परिवार में या स्कूल में या कॉलेज में भी देख सकते हैं अगर वे कहते हैं कि यह साथी A अकेला है तो एक अच्छा लड़का है अगर B अकेला है तो वह एक अच्छा लड़का है जिस पल A और B साथ होते हैं वे हंगामा पैदा करते हैं तो संयुक्त प्रभाव व्यक्तिगत प्रभाव संयोजन प्रभाव से आप परिणामों का विश्लेषण करके पता लगाने में सक्षम हैं और अंत में आप परिणामों की व्याख्या करते हैं और आप विश्लेषण को ऐसे संवाद करते हैं कि इसे डिजाइन टीम को वापस देते है वे परिवर्तन की समीक्षा करते हैं और फिर अच्छा आउटपुट देते हैं DFM क्यों DFM कार्यप्रणाली नए या बेहतर उत्पादों की डिजाइन निर्मित और इसको कम समय में उपभोक्ताओं को पेश करने की अनुमति देती है इसलिए बाजार का समय ग्राहक का समय उत्पाद का जीवनचक्र अगर इन सभी चीजों को कम करना है तो हमें DFM का पालन करना होगा DFM उन बहुत सारे संशोधनो और डिजाइन परिवर्तनों को समाप्त करने में मदद करता है जो कार्यक्रम की देरी और बढ़ती लागत का कारण बनता है तो यह संशोधन और डिजाइन परिवर्तनों को कम करता है क्योंकि आपके पास डाटा के सभी सेट पहले से ही मौजूद हैं तो आपको बस इतना करना है कि DFM के साथ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन ट्वीक बिट्स का उपयोग करें डिजाइन अक्सर अधिक उत्पादन करने के लिए व्यापक होती है और पहली बार में ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करता है आज हम जिस चीज के बारे में बात करते हैं पहली बार सबसे अच्छे के लिए जाये पहला प्रयास स्क्रैप नहीं है तो ये सभी शब्दावली हैं आज इन सभी शब्दजाल का उपयोग किया जाता है तो यदि आप यह चाहते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिजाइन का उपयोग करें मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिजाइन कैसे करें कई कंपनियां आज DFM और DFA को डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग टीम के माध्यम से एकीकृत कर रही हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिजाइन और असेंबली के लिए डिजाइन दो अलग अलग वर्गीकरण हैं DFM तकनीक व्यक्तिगत पार्ट्स और घटकों पर केंद्रित होती है इसका लक्ष्य महंगे जटिल या अनावश्यक विशेषताओं को कम करने या समाप्त करने से हैं जिनसे मैन्युफैक्चरिंग करना मुश्किल होता जाता है DFA तकनीक पार्ट्स सब अस्सेम्ब्लीज़ और अस्सेम्ब्लीज़ के कटौती और मानकीकरण पर केंद्रित है यह कटौती और मानकीकरण की ओर अधिक है इसका लक्ष्य असेंबली में लगने वाले समय और लागत को कम करना है इसका अंतिम लक्ष्य समय और लागत को कम करना हैं साथ ही एक अच्छी कीमत तय करना जो ग्राहक की संतुष्टि देती है इसलिए जब आप कंपोनेंट्स या पार्ट्स की संख्या कम करते हैं तो असेम्ब्ली की लागत कम हो जाती हैं अंतिम उत्पाद अधिक विश्वसनीय होता है यदि आपके पास ज्यादा पार्ट्स हैं तो प्रत्येक पार्ट्स के टूट फूट का उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है इसलिए अंतिम उत्पाद अधिक विश्वसनीय है क्योंकि कम कनेक्शन हैं यदि पार्ट्स की संख्या कम हो जाती है तो रखरखाव और फील्ड सेवाएं आसान हो जाती है आमतौर पर पार्ट की संख्या को कम करने से ऑटोमेशन करना भी आसान हो जाता है साथ ही इसे आसानी से लागू किया जा सकता है अगर पार्ट्स की संख्या कम हो जाती है तो जो अधूरे कार्य कम हो जाते है और सिर्फ कुछ इन्वेंट्री नियंत्रण जैसी समस्याएं होती हैं कम पार्ट्स खरीदने की आवश्यकता होती है जो ऑर्डर करने की लागत को भी कम करता है इसलिए अगर आप कंपोनेंट्स की संख्या को कम करने की कोशिश करते हैं तो इन लाभों को आप प्राप्त करते हैं यदि डिज़ाइन में व्यावसायिक स्टैण्डर्ड के उपलब्ध कंपोनेंट्स का उपयोग करें तो समय और प्रयास कम हो जाते है इंजीनियरिंग के लिए डिजाइन के कॉम्पोनेन्ट से बचा जाता है कम पार्ट्स हैं तो यह इन्वेंटरी नियंत्रण की गुणवत्ता की सुविधा देता है छूट भी संभव हो सकती है तो ये सब फायदे हैं जब आप एक व्यावसायिक स्टैण्डर्ड के उपलब्ध कॉम्पोनेन्ट का उपयोग करना शुरू करते हैं उत्पाद लाइन पर समान पार्ट्स का उपयोग करें उदाहरण के लिए यदि आप विभिन्न प्रकार की कारों का उत्पादन कर रहे हैं कार 1 2 3 4 5 6 यह उत्कृष्ट है लेकिन इन सभी छह कारों में एक मानक टायर आकार होना चाहिए तो आप जब टायर ऑर्डर करते हैं और कोई भी कार हो टायर आकार स्थिर है इसलिए इसे आसानी से तय किया जा सकता है यदि आप किसी भी साइकिल के टायर खरीदते हैं तो काफी हद तक सामान्य तौर पर साइकिल के टायर का व्यास स्थिर है पहिये का आरा स्थिर हैं तो जब आप बाजार जाते हैं और उस अकेले टायर को खरीदते हैं और फिर इसे अपने साइकिल में लगाते हैं और चलाते रहते हैं तो इसे विभिन्न उत्पाद लाइनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है यहाँ समूह प्रौद्योगिकी को लागू करने का एक अवसर है साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेल का कार्यान्वयन संभव हो सकता है हम देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है उसके बाद जब आप विभिन्न उत्पाद लाइनों के लिए एक समान पार्ट का उपयोग करते हैं तो बड़ी मात्रा में छूट संभव हो सकती है पार्ट निर्माण में आसानी के लिए शुद्ध आकार और निकट शुद्ध आकार की प्रक्रियाएं संभव हो सकती है पार्ट ज्यामिति को सरल बनाया जाता है और अनावश्यक विशेषताओं से बचा जाता है जब हम पार्ट के आसान निर्माण के लिए डिजाइन का उपयोग करना शुरू करते हैं अनावश्यक सरफेस फिनिश की आवश्यकताओं से बचा जाना चाहिए अन्यथा अतिरिक्त प्रक्रियाओं की आवश्यकता हो सकती है तो शुद्ध आकार और शुद्ध आकार के आस पास शुद्ध आकार का मतलब है यह लगभग अंतिम उत्पाद है शुद्ध आकृति के आस पास का मतलब है कि यह अंतिम उत्पाद के करीब है जो एक अंतर हैठीक हैं शुद्ध आकृति के आस पास वाले पार्ट को असेंबली में आने से पहले मशीनिंग के एक और संचालन की या फिनिशिंग की आवश्यकता होती है शुद्ध आकृति हैं कि आप इसे सीधे उपयोग कर सकते हैं ये संभव है तो ये वो फायदे हैं जो आपको तब मिलते हैं जब हम पार्ट निर्माण को आसान बनाने की कोशिश करते हैं टॉलरेंसेस के साथ पार्ट्स की डिजाइन जो प्रोसेस कैपेबिलिटी के भीतर हैं आप कम टॉलरेंसेस रखने की कोशिश मत करो यदि आप बहुत कम टॉलरेंसेस रखना शुरू करते हैं तो ये कम टॉलरेंसेस अधिक प्रक्रियाओं की मांग करते है इसलिए यह देखने की कोशिश करें कि आपके पास कौनसी प्रक्रिया है और तब आप प्रोसेस कैपेबिलिटी देखते हैं और फिर उसको आप अपनी टॉलरेंसेस की सीमा के रूप में लेते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि चूंकि आपके पास बहुत कमजोर मशीन है या बहुत पुरानी मशीन है तो आप अपने टॉलरेंसेस में उदार हो सकते हैं क्योंकि जब वह उत्पाद जो विकसित हो रहा है जब परफॉरमेंस की बात आती है तो यह आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं होगा तो वहाँ एक स्तर पर समझौता करना पड़ता हैं ठीक हैं आपके डिजाइन में एक समझौता होना हैं तो टॉलरेंसेस के साथ पार्ट्स की डिजाइन जो प्रोसेस कैपेबिलिटी के भीतर हैं टॉलरेंसेस जो प्रोसेस कैपेबिलिटी की तुलना में कम हैं उनको नहीं लेना चाहिए इससे अतिरिक्त प्रक्रियाओं या छंटनी की आवश्यकता होगी तो बायलैटरल टॉलरेंसेस को प्राथमिकता दी जानी चाहिए इसलिए एक होता हैं युनीलेटरल टॉलरेंस और एक होता हैं बायलैटरल टॉलरेंस तो धनात्मक और ऋणात्मक आप एक मान देने का प्रयास करते हैं जिसे बायलैटरल कहा जाता है यदि यह बायलैटरल है तो प्रोसेस की कैपेबिलिटी के लिए आसान होता है उत्पादों को असेंबली के दौरान पूर्ण रूप से त्रुटिरहित होने के लिए डिज़ाइन करें असेंबली को स्पष्ट होना चाहिए ये आप अपने PCB में देख सकते है जब आप चार्जर को अपने फोन में लगाते हैं जिस तरफ से आपको इसमें प्लग करना है वो बहुत स्पष्ट है और आप इसमें कोई गलती नहीं कर सकते तो यह कुछ भी नहीं है लेकिन इसे असेंबली के लिए डिजाइन के वक्त ध्यान रखा जाना है एक उत्पाद का डिजाइन असेंबली के दौरान पूर्ण रूप से त्रुटिरहित होना चाहिए कॉम्पोनेन्ट को इस तरह डिज़ाइन किया जाना चाहिए ताकि उन्हें केवल एक ही तरीके से असेम्ब्ल किया जा सके विशेष ज्यामितीय विशेषताओं का भी कॉम्पोनेन्ट में उपयोग करना चाहिए ताकि पूर्ण रूप से त्रुटिरहित असेंबली तैयार की जा सके उदाहरण के लिए जब आप अपने RAM को स्लॉट में डालते हैं तो आप इसे केवल एक दिशा में ही डाल सकते हैं यदि आप इसे दूसरी दिशा में डालते हैं तो आप RAM को स्लॉट्स में नहीं धकेल पाएंगे जब आप पर्सनल कम्प्यूटर्स की असेंबली करते हैं लचीले कंपोनेंट्स का उपयोग कम से कम करते है लचीले कंपोनेंट्स जैसे की रबर बेल्ट गैसकेट इत्यादि इनका उपयोग कम करना होगा क्योंकि इससे आपको बहुत लचीलापन मिलता है और कठोरता नहीं मिलती है लचीले कंपोनेंट्स को आमतौर पर संभालना और असेम्बल करना अधिक कठिन होता है क्योंकि यदि आप एक प्रक्रिया को स्वचालित करना चाहते हैं तो यह रबर बेल्ट इसे पकड़े हुए गैसकेट और जब इसे असेंबली के लिए ले जा रहे है अगर कठोरता नहीं है तो प्रक्रिया को आटोमेटिक करना बहुत मुश्किल हो जाता है इसलिए यदि आप ऑटोमेशन के बारे में सोचते हैं तो एक ऐसा पार्ट लेने की कोशिश करें जो कठोर हो और उसमें कुछ कठोरता हो तो हम व्याख्यान के अंत में है छात्रों के लिए एक कार्य हे एक कार को देखने की कोशिश कीजिये अपनी पसंद के ऑटोमोबाइल को देखें अपनी पसंद के स्कूटर बाइक कार बस का चयन करे और इनमे उपयोग किए जाने वाले स्टैण्डर्ड पार्ट्स को सूचीबद्ध करें उत्पाद स्तर पर जाने की आवश्यकता नहीं है सिर्फ सब असेम्बली स्तर तक जाएं एक बॉल प्वाइंट पेन देखें और इसके वेरिएंट को सूचीबद्ध करें एक अनुकूलित उत्पाद को देखें और अपने ज्ञान को व्यक्तिगत पार्ट्स पर लागू करें और डिजाइन को अधिक मॉड्यूलर बनाएं जब आप इन तीनों लाइव उदाहरणों को करने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्हे कितनी खूबसूरती से डिजाइन किया गया है मॉड्यूलरिटी के लिए डिजाइन असेंबली के लिए डिजाइन का पालन किया गया है ठीक है